तो इस व्याख्यान में आपका स्वागत है हमने फील्डस डाइपोल से रेडिएट फार फील्ड देखा है हमने डाइपोल के लिए रेडिएशन रेजिस्टेंस प्राप्त किया है हमने देखा है कि कभी कभी लोग एक मोनोपोल रखना पसंद करते हैं क्योंकि कई बार दो पोल और इसे सेंटर में फीडिंग मुश्किल होता है ठीक वैसे ही जैसे आप देखते हैं वाहनों में या वाहनों में जब हमारे पास संगीत या किसी भी चीज के लिए एंटीना होता है अब यदि हम स्वोर्ड्स लगाना चाहते हैं और फिर तो डाइपोल एक मैकेनिकल समस्या पैदा करता है जबकि वाहन की बॉडी जो कंडक्टर के रूप में काम कर सकता है और फिर मोनोपोल करेगा और इसलिए अगर हम मोनोपोल देखते हैं तो मोनोपोल जा रहा है अगर आप मोनोपोल देखेंगे इसलिए अगर मेरे पास एक ग्राउंड प्लेन है तो यह है लेकिन एक विश्लेषण के लिए हम यह सोच सकते हैं कि यह एक ऐसा है जैसा कि इमेज थ्योरी को लागू करके हम कह सकते हैं कि यह इस ग्राउंड प्लेन के बिना एक डाइपोल की तरह है तो रेडिएट फील्ड भी डाइपोल की तरह ही होंगे केवल अंतर के लोअर साइड में होगा क्योंकि यह वास्तव में मौजूद नहीं है तो डाइपोल की तरह केवल अपर साइड में फ़ील्ड्स समान होंगे तो यह हम ले सकते हैं और इसका मतलब है आप देखते हैं कि फील्ड रस्ट्रक्चर वही होगा जैसा हमने डिस्क्राइब किया है लेकिन रेडिएशन रेजिस्टेंस Rrad क्या होगा क्या Rrad टोटल पावर रेडिएट बाय Irms स्क्वायरहै अब मोनोपोल द्वारा रेडिएट की गई पावर डाइपोल द्वारा रेडिएट की गई कुल पावर की आधी होगी क्योंकि यहाँ केवल ऊपरी हेमी स्फीयर ही रेडिएट हो रहा है तो Pr पिछले मामले का आधा होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि Rrad यानी रेडिएशन रेजिस्टेंस यहां 73 ohm के बजाय होगा यह एक मोनोपोल के लिए 365 ओम होगा या हम इसे क्वार्टर वेव मोनोपोल कह सकते हैं अब फिर मुझे लगता है कि हम देख सकते हैं कि इम्पीडेन्स क्या होता है या क्या लॉस होते है तो एक और बात यह है कि डाइरेक्टिविटी क्या होगी क्योंकि हमने दो एंटेना के डाइपोल और मोनोपोल के डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज को नहीं देखा है तो लेकिन हमारे पास इसे खोजने के लिए सभी अम्मुनिशंस हैं क्योंकि हमने पाया है कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या है हमने पाया है कि कुल रेडिएशन पावर क्या है अब केवल यह काम है कि डाइरेक्टिविटी d थीटा phi क्या था जब हमने डाइरेक्टिविटी फंक्शन पेश किया तो हमने अंततः देखा कि यह 4 Pr स्क्वायर के समान है जो कि पॉइंटिंग वेक्टर एवरेज टाइम एवरेज मेग्नीट्यूड Pr से विभाजित है तो डाइपोल के लिए हमने इन सभी की गणना की है ऐसा करें इसका मतलब है अगर हम इन चीजों को डालते हैं तो आपको अंत में एटा नॉट इन स्क्वायर बाय 8 pi स्क्वायर r स्क्वायर F S औसत भाग है या इसे और सरल बनाया जा सकता है अगर हम इस 477 Iin स्क्वायर को r स्क्वायर F स्क्वायर की ar से लगाते हैं अब Pr हमने पहले ही पता लगा लिया है कि Pr क्या है Pr पिछले लेक्चर में 365 है जो मैंने लिया है तो अब अगर हम इसे यहाँ डालते हैं तो यह डाइरेक्टिविटी 4 pi गुणित 477 बाय 365 F स्क्वायर में हो जाता है यह अप वेब डाइपोल के लिए 16422 F निकला अब इस चीज़ को हमने देखा है अधिकतम वैल्यू 1 है तो अधिकतम डाइरेक्टिविटी Dmax कुछ भी नहीं है लेकिन 164 तो हमारे एडवांटेज क्या है करंट एलिमेंट के लिए इसकी संबंधित वैल्यू क्या थी यहां 15 थी इसलिए डाइरेक्टिविटी थोड़ी बेहतर है 16 बेहतर है तो डायरेक्शन या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की तरह करंट एलिमेंट भी काफी अच्छा था कि 15 डाइपोल दे रहा है केवल 16 मुख्य लाभ रेडिएशन रजिस्टेंस है जो हमने देखा है कि सब में अच्छी पावर रेडिएट करते हैं हम इसकी हाफ पावर बीमविथ पा सकते हैं तो तो हम जो हाफ पावर बीमविथ मांग करते हैं वास्तव में F कुछ दर पर हाफ पावर बीमविथ है यदि हम प्लॉट करते हैं तो हमने देखा कि यह थीटा प्लेन में रेडिएशन पैटर्न z एक्सिस है तो अगर यह वाई है तो यह कुछ ऐसा है जैसे वे नहीं हैं वे हाफ पावर हाफ पावर बीमविथ हैं मुझे उन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा जहां इसकी तुलना में यह पावर का हाफ हिस्सा होगा इसका मतलब है वोल्टेज वाइज इसका मतलब है कि F थीटा उस से आधा होगा इसलिए बाद में थीटा ऐसा नहीं हो रहा है कि यह इस अधिकतम वैल्यू का आधा है तो हम F लिख सकते हैं जिसका मूल 1 बाय रूट 2 होगा अर्थात इसका अर्थ है कि आप कॉस pi बाय 2 कॉस थीटा नॉट बाय साइन थीटा नॉट जो 1 बाय रूट 2 से होना चाहिए यदि आप हल करते हैं तो कि q0 51 डिग्री हो गया तो यदि थीटानॉट 51 डिग्री है तो यह कोण भी 51 डिग्री होगा तो यह 51 डिग्री है तो क्या हाफ पावर बीमविथ 78 डिग्री हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि qB एक हाफ वे डाइपोल का हाफ पावर बीमविथ 78 डिग्री है अब वर्तमान तत्व में कितना सुधार हुआ यह 90 डिग्री था इसलिए 90 डिग्री की तुलना में हमें 12 डिग्री की कमी है जो अच्छा है कि यह अधिक केंद्रित है तो अब मोनोपोल के लिए संबंधित चीजें क्या हैं मोनोपोल के लिए डिरेक्टिविटी क्या है यदि आप डिरेक्टिविटी फ़ंक्शन को देखते हैं तो आप जिस डिरेक्टिविटी एक्सप्रेशन देखेंगे वह पॉइंटिंग वेक्टर मोनोपोल और डाइपोल के लिए समान है लेकिन मोनोपोल के लिए जो रेडिएट पावर है वह आधी है इसका मतलब है इसकी डिरेक्टिविटी डाइपोल से दोगुनी होगी तो मोनोपोल क्वार्टर लो पोल की डायरेक्विटी 164 के बजाय 328 होगी यह 328 होगी क्योंकि रेडिएट पावर मोनोपोल की आधी है अब हम यह पता लगा सकते हैं कि करंट एलिमेंट के रूप में एक डाइपोल या मोनोपोल क्या है तो यह यहां इनपुट इंपेडेंस Zin क्या है हम जानते हैं कि Zin Rin plus j Xin है और इनपुट करंट क्या है इसलिए हम Iin कह सकते हैं कि Iin है तो साइन बीटा नॉट बाय l है इसलिए कुल टाइम एवरेज पावर एंटेना को डिलीवर किया जाता है अगर हम कहते हैं कि P ऐन्टेना जो द्वारा Iin स्क्वायर बाय 2 Rin होगा तो यह Iin स्क्वायर बाय 2 Rin साइन बीटा नॉट बाय यदि एंटीना लॉस लेस है तो हम कह सकते हैं कि एंटीना को दी जाने वाली यह टोटल पावर Prad के बराबर होगी तो यह लॉसलेस एंटीना के लिए Prad के बराबर होगा लॉस एंटीना के लिए एक और शब्द है जिसे हम जानते हैं कि यह शब्द इसलिए है क्योंकि मूल रूप से यह एक साधारण एंटीना है तो Rin को वास्तव में Rrad और Rloss की सीरीज कहा जा सकता है जो हमने पहले ही देख लिया है हमें अब उस Rloss को देखना होगा कि आप वास्तव में देखते हैं कि हम आदर्श रूप से ड्राइंग कर रहे हैं कि एंटीना एक साधारण वायर है लेकिन वास्तव मेंमैं यह अच्छी तरह से चाहता हूं एक एंटीना बनाने के लिए यह एक रॉड है तो इसका एक व्यास है इसका एक ऐसा है यह मूल रूप से एक सिलिंड्रिकल रॉड है तो इसकी लंबाई है एक रॉड है इसका मतलब है कि इसके माध्यम से कंडक्शन करंट प्रवाहित होगी और इससे नुकसान होगा इसलिए हमने पहले ही पाया है कि हम ट्रांसमिशन लाइन का विश्लेषण करते हैं कि कंडक्टर से बनी ट्रांसमिशन लाइन की प्रति यूनिट लेंथ रजिस्टेंस क्या है इसलिए हम इसे देख सकते हैं हम कहते हैं कि rwire सिलिंड्रिकल रॉड की प्रति यूनिट लेंथ रजिस्टेंस है या जिसे हम इसे कहते हैं वायर तो फिर वे कहाँ दिखाई दे रहे हैं लेकिन इस मामले में एक कुल पावर लॉस क्या है यह लॉस रजिस्टेंस है जब लॉस रजिस्टेंस के कारण या ओमिक हानि के कारण यह पावर लॉस होगी तो मुझे I बाय 2 से I बाय 2 तक आर वायर I स्क्वायर बाय 2 गुणित dz है यह ऐसा समय है समय का औसत साइनसोइडल डिस्ट्रीब्यूशन है यही कारण है कि हम हाफ I स्क्वायर ले रहे हैं इसलिए यहां से मैं कह सकता हूं कि RL हमारी इच्छित चीज क्या है Rloss जो कि Ploss बाय I प्लोस किया जाएगा जो भी इनपुट मैंने दिया है वह Iin स्क्वायर बाय 2 है तो यह एलिमेंट है यह इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि यह z के वेरिएशन पर निर्भर नहीं करता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या निर्भर करता है अब यह I इन एंटेना की विभिन्न लंबाई के लिए अलग है इसलिए एक बार जब आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ जान लेते हैं तो एक बार जब आप डाइपोल की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं तो आप इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन को भी जान सकते हैं इनपुट टर्मिनल पर करंट की वैल्यू क्या है करंट डिस्ट्रीब्यूशन से आप हमेशा पा सकते हैं इसलिए यदि आप उस से डालते हैं तो आप RL का मूल्यांकन कर सकते हैं तो यह RLके मूल्यांकन का तरीका है यह rwire एक्सप्रेशन उपलब्ध है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन क्या है जो प्रति यूनिट लेंथ रेसिस्टेन्स है वह सूत्र लेंथ के संदर्भ में है डायमीटर और स्किन डेप्थ के संदर्भ में अन्य चीजें तो एंटीना की कंडक्टिविटी आप देखते हैं कि यह लैम्ब्डा वेर्सुस वेर्सुस I बाय लैम्ब्डा नॉट रेजिस्टेंस है और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लैम्बडा नॉट के 048 है यह वास्तव में लैम्ब्डा द्वारा है l इस बिंदु पर रिएक्टिव भाग 0 है और उस बिंदु पर अगर हमें पता चलता है कि इस Rin का मान 73 ohm है तो यह रेसोनेन्ट पॉइंट है इसका मतलब है कि हाफ वे डाइपोल एकदम हाफ नहीं उसकी तुलना में थोड़ा कम 048 है क्योंकि लैंबडा हाफ वे डाइपोल 05 है जो 048 पर 05 नहीं है हमारे पास सभी कुछ विभिन्न डायमीटर हैं इसलिए इसका अर्थ है जो भी डाइपोल की मोटाई हो सकती है रिएक्टिव भाग 0 पर जाता है तो इसे एक रेसोनेन्ट डाइपोल कहा जाता है पहला रेसोनेन्ट आप देख सकते हैं कि एक और रेजोनेंस जो 075 या 08 आदि के पास कुछ लेता है लेकिन उन स्थानों में समस्या यह है कि आप रेडिएशन रेजिस्टेंस बहुत अधिक देखते हैं वास्तव में कारण यह है कि यदि आप देखते हैं कि यदि लंबाई 07 या 08 है तो इनपुट पॉइंट पर फ़ीड पॉइंट पर करंट अधिकतम होने वाला नहीं है और करंट न्यूनतम होने जा रहा है इसलिए यह रेजिस्टेंस को गोली मारता है और इसीलिए यह वहां एक समस्या है लेकिन अगर यह बहुत अच्छा है कि हमारे पास एक रेसोनेन्ट पॉइंट 05 के पास है इसलिए यदि हम रेसोनेन्ट को 048 बनाते हैं तो हम एक पूर्ण रेसोनेन्ट हो सकता हैं और वहाँ रेडिएशन रेजिस्टेंस भी काफी बड़ा है लेकिन अगर हम इसे 05 बनाते हैं तो हम कहते हैं कि कुछ Xin थोड़ा सकारात्मक होगा इसका मतलब है यह एक इंडक्टिव चीज होगी इसलिए इसे बैलेंस करने की जरूरत है तो जिन्हें कुछ लुम्प्ड कैपेसिटर लगाकर संतुलित किया जा सकता है या यदि यह थोड़ा कम है तो यह कैपेसिटिव है और उस समय आप देख सकते हैं कि पुरानी पुलिस जीपों में कुछ इंडक्टिव चीजें आवश्यक हैं जो कि मोनोपोल के तल पर एक कवाईल है वास्तव में इस वजह से है कि कवाईल मेकनिक्ली स्थिरता का कार्य करता है यह भी एक देता है उस बिंदु पर अतिरिक्त रेअक्टेंस को धुन देता है तो आप देखते हैं कि यह एक अच्छा उदाहरण है इसलिए 05 पर एक चीज वास्तव में हमारे Xant मैं कह सकता हूं कि क्या आपके पास एक सही लैंबडा हाफ वेव डाइपोल है इसका मतलब है कि L 05 लैम्ब्डा नॉट के बराबर है यदि आप XA वास्तविक मान 425 ओम देखते हैं और अगर हमारे पास एक मोनोपोल क्वॉर्टर वेव है तो XA इस 2125 ohm का का स्पष्ट है क्योंकि एक चौथाई एक मोनोपोल में आपके पास केवल 1 पोल है तो आपका नुकसान पिछले एक का आधा है तो लेकिन आप वास्तव में एक डाइपोल आदि का डिज़ाइन कर सकते हैं यह सब उन ग्राफ़ों पर निर्भर करता है जो मेरे पास हैं जो दिखाता है कि जो भी अतिरिक्त रेजिस्टेंस रेअक्टैंस है आपको लगता है कि आपको रद्द करने की आवश्यकता है लेकिन आम तौर पर इसे लैम्ब्डा से आगे नहीं ले जाते हैं क्योंकि तब बहुत अधिक लॉस रेजिस्टेंस आदि की समस्याएं आती हैं तो यही कारण है कि इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि आप देखते हैं कि यह एक डिजाइन समस्या है वह हाफ वेव लेंथ डाइपोल वह एक सोर्स जैसे 100 वाल्ट वस 150 MHz सोर्स रेजिस्टेंस 50 ohm से संचालित होता है फिर यह एंटीना से जुड़ा होता है और इसमें 1 मीटर डाइपोल एंटीना होता है तो आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि अगर आपको यह समस्या है और मुझे एक नई शीट लेनी है जिसमें 150 मेगाहर्ट्ज पर यह 1 मीटर 150 मेगाहर्ट्ज है आप पा सकते हैं कि लैम्बडा क्या होगा तो 1 मीटर वास्तव में 2 मीटर लैम्ब्डा नॉट होगा तो यह जो कुछ भी 1 मीटर डाइपोल दिया जाता है वह लैम्ब्डा हाफ वेव डाइपोल होगा तो इसलिए हम ले सकते हैं कि इसका रेडिएशन रेजिस्टेंस 73 ohm है और यह रेअक्टेंस 425 ohm होगा और यदि हम मानते हैं कि एंटीना का गेज 20 गेज वायर से एंटीना का निर्माण किया जाता है 20 गेज रॉड तो वह त्रिज्या 406 से 10 की पावर 4 मीटर तक निकल जाती है और फिर हम स्किन डेप्थ का पता लगा सकते हैं स्किन डेप्थ की 5 बिंदु होगी यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जानते हैं कितांबे के वायर के लिए स्किन डेप्थ मान जानते हैं तो आप जान सकते हैं कि स्किन डेप्थ होगा तो तैयार रेडियस स्किन डेप्थ की तुलना में बहुत बड़ा है इसलिए वायर रेडियसरजिस्टेंस के लिए हाई फ्रिकवेंसी एप्रोक्सीमेशन का उपयोग किया जा सकता है जो RS बाय है कि यह रवायर कि हम कह रहे हैं कि उच्च आवृत्तियों पर हम जानते हैं कि यह आरएस 2 पीआई आर pi rw है इसलिए जब यहाँ 1 बाय 2 pi rw ओवर ओमेगा मयू बाय 2 होगा यदि आप ऐसा करते हैं कि यह 125 ओम प्रति मीटर हो जाएगा तो ओम पावर लॉस इस बात से मिलेगी कि Ploss हम पहले से ही इस एक्सप्रेशन को rwire बाय I बाय 2 से l बाय 2 I square dz तक बढ़ा चुके हैं इसका मतलब हाफ वेव डाइपोल के लिए हम I कि वैल्यू यहाँ रख सकते है और इसे इंटेग्रट कर सकते है यह इंटेग्रेबल है और इससे आपको पावर लॉस rwire I बाय 2 Iin स्क्वायर बाय 2 होगा और वहाँ आपको RL rwire के बराबर यानी 063 ओम मिलेगा तो ऐन्टेना की टोटल इम्पीडेन्स RL Rrad jXant होगा और इसी तरह यह आप देखेंगे कि लॉस रेजिस्टेंस 73 ओम रेडिएशन रेजिस्टेंस की तुलना में हाई फ्रीक्वेंसी पर काफी छोटा है और इसलिए हम इस वोल्टेज स्रोत को आकर्षित कर सकते हैं फिर हमारे पास 50 ohm है और फिर कह सकते हैं कि यह 73 ohm से जुड़ा हुआ है फिर 063 ohm से जुड़ा हो और फिर एक इंडक्शन jX जो j425 ओम है इसलिए हम यह पता लगा सकते हैं कि करंट Iin क्या है इसलिए मुझे लगता है कि यह 100 वोल्ट होगा तो Iint यह VS बाय RS Zant है जो मेने लिखा है तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यह 0765 माइनस 1897 डिग्री एम्पीयर और टोटल टाइम एवरेज पावर डिसिपेट होगी ऐन्टेना वायर लॉस में जो कि Ploss है वह आधा होगा Iant स्क्वायर RL होगा इसलिए यह 184 mW हो जाएगा और टोटल टाइम एवरेज पावर रेडिएट Pr जो कि हाफ Iant स्क्वायर Rrad होगा Rrad 73 ओम है जिसे आप डालेंगे यह 2136 वाट होगा और इसलिए रेडिएशन एफिशिएंसी Rrad बाय RL Rrad है तो माइक्रोवेव एंटीना के लिए यह 991 प्रतिशत होगा यह आम तौर पर तब होता है जब सरल संरचना में एक डाइपोल होता है लेकिन आप देखते हैं कि यह स्क्वायर एफिशिएंसी 99 प्रतिशत है कि आप इसे संरचना में सुधार कर सकते हैं क्योंकि आप इसमें डाल सकते हैं एक 425 ओम काएडक्टैंस है इसलिए यह स्पष्ट करने के लिए कि हम उस रद्द करने के लिए एक कैपेसिटर को सीरीज में रख सकते हैं और उस वैल्यू को हम प्राप्त कर सकते हैं कि ओमेगा C 1 माइनस Xin होगा जो कि 425 ओम है तो इससे हमें पता चल सकता है कि सीरीज में आवश्यक कैपेसिटर 25 pf पर होगा जो कि सीरीज कैपेसिटर के साथ 150 मेगाहर्ट्ज है जिसका अर्थ है कि इस सर्किट में यहां सीरीज कैपेसिटर होना आवश्यक है इसलिए C का क्षण हम ऐसा करते हैं की करंट बदल जाएगा तो Iant बनने के लिए हमें क्या करना होगा इसलिए मैं फिर से ऐन्टेना अगर हम पुनर्गणना करते हैं तो यह VS बाय 50 प्लस 7363 होगा तो यह 0809 होगा और इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि एंटीना में कोई फेज़ एंगल नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि C की शुरुआत में यह वोल्टेज और Prad प्रेडिएट पावर है जो पहले 2136 वॉट की तुलना में 239 वॉट का सुधार करेगा तो यह इम्पीडेन्स उचित है अगर हम उस भंडारण के निकट क्षेत्र को बैलेंस करते हैं तो यह कैपेसिटर अब बदल जाएगा और ऐन्टेना इसके कारण अधिक पावर रेडिएट करने में सक्षम होगा तो इसके साथ मैं इस मोनोपोल और डाइपोल को समाप्त करता हूं लेकिन एक बात शेष है कि इन सभी के अलावा इस प्रकार के डाइपोल एंटेना वाले एंटीना उन्हें एक और उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे उनकी संरचना के लिए बलून कहा जाता है उन्हें इसकी आवश्यकता है वह मैं अगली कक्षा में पेश करूंगा